इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बुनियादी ढांचे प्रो डेबप्रिया दास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर व्याख्यान - 05 आधार लॉ तो मूल अवधारणा ने विशेष रूप से करंट वोल्टेज को देखा है और यह कि आपकी और आपूर्ति की गई और अब्सोर्बेद सही है तो अब बेसिक लॉ में आएंगे स्लाइड टाइम देखें 0034 तो आम तौर पर इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस में आपका अधिकार अवधारणा सही है जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट वोल्टेज का अध्याय 1 में अध्ययन किया गया है दिए गए सर्किट में या इन चर को निर्धारित करने के लिए आवश्यक हो सकता है कि कुछ मौलिक कानूनों को समझना चाहिए जो कि आपके शासन को इलेक्ट्रिक सर्किट देता है तो इन कानूनों को Ω लॉ और किरचॉफ के करंट लॉ और किरचॉफ के वोल्टेज लॉ के रूप में जाना जाता है वह है KCL और KVL और उससे पहले and का नियम तो ये लॉ वास्तव में नींव बनाते हैं जो इलेक्ट्रिक सर्किट एनालिसिस का निर्माण किया जाता है स्लाइड टाइम देखें 0108 तो इस विषय में वास्तव में कानूनों के अलावा कुछ सामान्य रूप से लागू तकनीक इलेक्ट्रिक सर्किट एनालिसिस भी शामिल होंगे इस तकनीक में वास्तव में शामिल हैं करंट डिवीजन वोल्टेज डिवीजन श्रृंखला या समानांतर में रेसिस्टर्स का संयोजन और स्टार से डेल्टा और स्टार परिवर्तन के लिए डेल्टा सही स्लाइड टाइम देखें 0132 तो इसमें विशेष रूप से उस बुनियादी लॉ में इस लॉ के उस अनुप्रयोग को देखा जाएगा और तकनीक आपकी वह कॉल होगी जो केवल रेजिस्टेंस सर्किट और कई उदाहरणों तक ही सीमित है तो इस मामले में डीसी सर्किट के रूप में कई उदाहरणों का रिप्रेजेंट करेगा स्लाइड टाइम देखें 0152 तो पहले हमें यह देखने दें कि a के नियम में सामान्य रूप से सामग्री में आपके इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रवाह का विरोध करने की विशेषता है यदि इलेक्ट्रिक आवेश के प्रवाह का विरोध करने का अर्थ है कि यह मूल रूप से इलेक्ट्रिक प्रवाह का रेजिस्टेंस कर रहा है तो सही तो भौतिक संपत्ति या करंट का रेजिस्टेंस करने की क्षमता को रेजिस्टेंस के रूप में जाना जाता है तो किसी भी सामग्री के लिए अधिकार में कुछ भौतिक संपत्ति या करंट का रेजिस्टेंस करने की क्षमता है जिसे रेजिस्टेंस के रूप में जाना जाता है और इसे प्रतीक आर पूंजी आर द्वारा दर्शाया जाता है दूसरे शब्दों में रेजिस्टेंस सामग्री को बाधित करने की क्षमता है करंट या अधिक विशेष रूप से इलेक्ट्रिक आवेश का प्रवाह तो इस व्यवहार को मॉडल करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सर्किट एलिमेंट्स रेसिस्टर्स है तो यह वास्तव में है कि रेजिस्टेंस के संबंध में क्या कहते हैं स्लाइड टाइम देखें 0251 अब वैचारिक रूप से किसी सामग्री के रेजिस्टेंस को वास्तव में समझ सकते हैं यदि चलते इलेक्ट्रॉनों के बारे में सोचते हैं जो इलेक्ट्रिक प्रवाह के साथ बातचीत करते हैं और उस सामग्री के परमाणु संरचना द्वारा विरोध किया जा रहा है जिसके माध्यम से वे आगे बढ़ रहे हैं तो इन इंटरैक्शन के आपके पाठ्यक्रम के कारण कुछ एनर्जी एनर्जी थर्मल एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है और गर्मी के रूप में विघटित हो जाती है यह प्रभाव वास्तव में वांछनीय नहीं है लेकिन देखो लेकिन कई उपयोगी पावरके उपकरण अंतरिक्ष हीटर लोहा स्टोव और टोस्टर सहित रेजिस्टेंस हीटिंग का लाभ उठाते हैं तो यह है कि अपने कॉल क्या है कि अपने कॉल रेजिस्टेंस का प्रभाव सही कहते हैं तो अगर उस आंकड़े को देखें 21 स्लाइड टाइम देखें 0341 तो आकृति 1 यह एक ऐसी सामग्री है जो एक समान लंबाई के अनुभागीय क्षेत्र के अनुभागीय क्षेत्र के साथ A लंबाई l और रेजिस्टेंस कता Ω rho है जो मीटर दाईं ओर है तो यह आपका है मुझे लाल स्याही से इसे चिह्नित करने की आवश्यकता नहीं है यह समझ में आता है यह एक है जो आपके कॉल यूनिफ़ॉर्म क्रॉस सेक्शन एक बेलनाकार आकार की तरह है जो सभी वायर यह एक बेलनाकार आकार की तरह दिखता है और यह लंबाई एल और इसके पार अनुभागीय क्षेत्र ए है ठीक है तो यह रेजिस्टेंस कता आरएच के साथ परिपत्र और सामग्री है और यह रेजिस्टेंस का प्रतीक है और ये करंट में प्रवेश कर रहे हैं यह सही है तो अपने रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस एक बाद में देखेंगे कि रोकनेवाला पहले देखा है लेकिन फिर से देखेंगे कि एक अवरोधक एक पैसिव एलिमेंट्स है तो यह अवशोषित तो यही कारण है कि यह करंट इन 2 टर्मिनल है और यह रोकनेवाला आर है और करंट में प्रवेश कर रहा है रेसिस्टर्स वोल्टेज भर में पॉजिटिव टर्मिनल v है तो रोकनेवाला वास्तव में अब्सोर्बेद है यही कारण है कि इस तरह से सही रिप्रेजेंट करते हैं तो क्योंकि यह एक पैसिव एलिमेंट्स है जो इसे अब्सोर्बेद करेगा तो यही कारण है कि यही कारण है कि यह आपका क्या कॉल है आपका इसे लिया जाता है और यह कायल नॉइज़ लिया जाता है लेकिन अगर दिशा को उल्टा कर दें तो परिपथ को हल करने वाला तरीका भी कर सकता है लेकिन अंततः अवरोधक को वास्तव में आपका क्या कॉल मिलेगा जो अब्सोर्बेद करता है क्योंकि करंट इसीलिए यह विपरीत रूप से लिया गया है यह प्रतीक अवरोधक के लिए है ठीक है स्लाइड टाइम देखें 0508 तो अपने संदर्भ टाइम 0509 भौतिकी पावरविषय से आर rho l को A दाएं से जानें तो रेजिस्टेंस की मात्रा जो सामग्री पर डिपेंडेंट करेगी तो किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जा रहा है यह सोने की आह चांदी एल्यूमीनियम तांबा और अन्य चीज़ों पर डिपेंडेंट करता है तो तांबे और एल्यूमीनियम जैसे अच्छे कंडक्टरों में रेजिस्टेंस कता कम होती है यदि कम रेजिस्टेंस कता है तो अपने क्या कहते हैं कि उनके पास आपका रेजिस्टेंस कम है सही है और तो रेजिस्टेंस के छोटे मूल्य हैं तो वे इलेक्ट्रिक प्रवाह का संचालन करने के लिए आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले वायरिंग के लिए अच्छे विकल्प हैं एक सर्किट आरेख में तांबा या एल्यूमीनियम तारों को तांबे या एल्यूमीनियम तारों को आमतौर पर एक अवरोधक के रूप में नहीं बनाया जाता है अगर एक वायर लिया जा सकता है तो इसे रोकनेवाला के रूप में नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि वायर में बहुत ही नगण्य रेजिस्टेंस होता है जो इसे सही तरह से अनदेखा कर सकता है लेकिन रोकनेवाला वास्तव में कार्बन और कुछ यौगिक मिश्र धातु से बना होता है स्लाइड टाइम देखें 0614 तो सर्किट कनेक्शन में तांबा या एल्यूमीनियम आमतौर पर एक अवरोधक के रूप में मॉडलिंग नहीं की जाती है अगर वायर का रेजिस्टेंस 0 है तो वायर का रेजिस्टेंस ले जाएगा सही है तो वायर का रेजिस्टेंस सर्किट में अन्य एलिमेंट्स के रेजिस्टेंस की तुलना में बहुत छोटा है जो तारों के रेजिस्टेंस की उपेक्षा कर सकता है तो यह भी छोटा है यह लगभग 0 है यह उपेक्षा करेगा और इसके लिए हमारे सर्किट आरेख को सरल बनाया जाएगा सर्किट रेसिस्टर्स के निर्माण के उद्देश्य से यौगिक हैं रेसिस्टर्स को आमतौर पर धातु मिश्र धातुओं और कार्बन यौगिकों से बनाया जाता है सही स्लाइड टाइम देखें 0641 Refer Slide Time 0707 तो पहले वर्ष में जब प्रथम वर्ष होगा जब प्रथम वर्ष की प्रयोगशाला करेगा वहाँ बाधा प्रकार rheostat सही देखेंगे तो रेसिस्टर के लिए सर्किट सिंबल दिया गया है यह है रेज़िस्टर के लिए सर्किट सिंबल यहाँ दिया गया है और मैंने इनके बारे में भी कुछ बताया है कि इसे इस तरह क्यों बनाया जाएगा है ना तो और कुछ सामग्री हैं जो मैंने इसे आमतौर पर सोने जैसी सामग्री के उपयोग के लिए रेजिस्टेंस कता के लिए लिखा है स्लाइड टाइम देखें 0707 यह रेजिस्टेंस कता है यह is मीटर है तो सोना 245 10 से 8 है यह एक अच्छा कंडक्टर है लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत महंगा नहीं है चांदी भी 164 10 से 8 है यह एक अच्छा कंडक्टर है लेकिन चांदी भी महंगा नहीं बना सकता है लेकिन तांबा और एल्यूमीनियम 172 10 से 8 एक अच्छा कंडक्टर है एल्यूमीनियम भी 28 10 से 8 यह भी अच्छा कंडक्टर अन्य बात सेमीकंडक्टर हैं यदि बस कम्प्यूटेशनल उद्देश्य के लिए कि कंडक्टर सेमीकंडक्टर और आपकी इन्सुलेटर सामग्री बस मैंने एक तालिका दी अब सिलिकॉन 64 10 से 2 है यह अर्धचालक कार्बन भी 44 10 5 यह आपका अर्धचालक है और जर्मेनियम 47 10 2 यह एक अर्धचालक है और अभ्रक यह 5 1011 है तो इन सभी को all मीटर सभी it मीटर इन्सुलेट करें Ω मीटर यूनिट यहां दी गई है and मीटर और पेपर वन 1010 यह इन्सुलेटर है तो कंडक्टर सेमीकंडक्टर और इन्सुलेटर हो सकता है और रेजिस्टेंस कता कुछ है जो मैंने ले ली है मैंने इसे यहीं रखा है स्लाइड टाइम देखें 0821 तो अब now जो कि जीएस है is वास्तव में एक जीवन काल था 1787 से 1854 तक तो यहां जर्मन भौतिकविद् ने वास्तव में जिसने संबंध स्थापित किया था उसने करंट और वोल्टेज को एक अवरोधक के लिए सही ठहराया तो यदि यह संबंध आपके के नियम के रूप में जाना जाता है तो relationship का नियम एक बीजीय संबंध बीटन वोल्टेज और एक अवरोधक के लिए करंट है तो वास्तव में के नियम में कहा गया है एक अवरोधक के पार वोल्टेज v अवरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा के सीधे विरोध में है मेरा मतलब है कि अगर एक रोकनेवाला है और करंट इस प्रवाह के माध्यम से बह रहा है तो कहो कि यह इलेक्ट्रिक धारा है I और रोकनेवाला वोल्टेज v है तो v i के लिए विरोधात्मक है तो यह है कि आई करने के लिए अपने वी विरोधाभासी है कि यह इक्वेशन 2 22 अध्याय 2 या v IR के लिए है स्लाइड टाइम देखें 0921 तो इक्वेशन 3 यानी 23 mathematical के नियम के रूप का गणितीय रूप है स्लाइड टाइम देखें 0929 Ω एक रेसिस्टर्स के लिए आनुपातिकता की निरंतरता को रेजिस्टेंस आर के रूप में परिभाषित किया जाता है एलिमेंट्स की बाहरी या आंतरिक स्थितियों में परिवर्तन होने पर रेजिस्टेंस बदल सकता है Ω रेसिस्टर्स होने के लिए आनुपातिकता की निरंतरता को रेजिस्टेंस आर के रूप में परिभाषित किया जाता है रेजिस्टेंस बदल सकता है यदि एलिमेंट्स की बाहरी या आंतरिक स्थितियां आपके परिवर्तन हैं तो यह बदल सकता है अगर आंतरिक या बाहरी चीजें उस एलिमेंट्स को बदल दें उदाहरण के लिए यदि यह तापमान बढ़ता है तो रेजिस्टेंस सही बदलता है तो अगर वहां तापमान में परिवर्तन होते हैं तो आर बदल जाएगा तो इक्वेशन 23 में R को as सही के रूप में नामित 23 की यूनिट में मापा जाता है तो इक्वेशन 23 इसका मतलब है कि ये इक्वेशन ये इक्वेशन 23 सही हैं स्लाइड टाइम देखें 1008 लिख सकता है कि आपका R v i सही इसका मतलब है v वोल्ट है i एम्पीयर है और R यह vol है तो एक 1 वोल्ट प्रति एम्पियर तो यह एक समझने योग्य बात है यह एक समझने योग्य बात है सही स्लाइड टाइम देखें 1023 अब वोल्टेज v की पोलेरिटी और धारा i की दिशा पैसिव साइन सम्मेलन के अनुरूप होनी चाहिए जैसा कि चित्र 21 b में दिखाया गया है 21 बी का मतलब है कि यह फिगर आई इस आंकड़े से पहले हिलाता हूं यह फिगर 21 वी मैंने बताया कि आर एक आर है एक पैसिव एलिमेंट्स रोकनेवाला एक पैसिव एलिमेंट्स है और करंट में प्रवेश पॉजिटिव लिया है और करंट को एक पॉजिटिव टर्मिनल में प्रवेश मान रहा है तो यह अब्सोर्बेद हो गया और इस वोल्टेज के पार v v iR है तो यह है कि यह अधिवेशन है यह सम्मेलन है यह फिगर है 21 बी मैंने पहले भी बताया था सही तो तो आपका यह यदि करंट उच्च क्षमता से लॉर की क्षमता तक प्रवाहित होता है तो v v iR यह सत्य है और यदि करंट क्षमता से अधिक क्षमता से प्रवाह होता है तो v R का अर्थ कुछ इस प्रकार है मुझे इस आकृति 21 b पर जाने दो ठीक है तो यह इस तरह से अपने आई करंट दिखा रहा है यह है कि यहाँ उच्च क्षमता का उल्लेख किया गया है कि उच्च क्षमता के लिए लॉर की क्षमता सही है तो यदि करंट उच्च क्षमता से lor संभावित v iR तक प्रवाहित होता है लेकिन यदि यह प्रवाह क्षमता से उच्च क्षमता तक प्रवाहित होता है तो v iR होगा इसका मतलब है आपका मतलब है मुझे अपनी समझ के लिए मुझे जाने दो तो मेरा मतलब है कि यह एक है लेकिन अगर ऐसा होता है अगर ऐसा होता है तो यह कहो कि आई यह बना रहा हूं यह है यह मेरा रेजिस्टेंस आर है और यदि करंट की कटौती इस तरह से है तो यह i है ये वोल्टेज v है तो v iR होगा क्योंकि करंट लोर पोटेंशियल से उच्च क्षमता तक प्रवाहित हो रहा है है ना तो यह v iR होगा लेकिन जब न्यूमेरिकल्स को हल करेगा और दूसरी चीज मिल जाएगी जो वास्तव में बाद में देखेगा कि आपका जो कॉल रोकनेवाला पैसिव एलिमेंट्स फाइनल है वह अब्सोर्बेद हो जाएगा अगर v R ऐसा होता है कि मुझे पता चलेगा कि नेगेटिव हो तो अंततः v iR होगा क्योंकि दिशा सही बदल जाएगी तो इस मामले में ऐसा है इसका मतलब है कि अगर करंट परिवर्तन की दिशा यह v iR होगी बाद में जब देखें कि केवीएल इक्वेशन के लिए कब जाएंगे तो देखेंगे तो मुझे यह साफ करने दो तो यह स्पष्ट है जो कि उच्च क्षमता के लिए लोर और लोर से उच्च है ठीक है तो यह v R है क्योंकि R का मान 0 से इंफिनिटी तक भिन्न हो सकता है R 0 से इंफिनिटी तक हो सकता है तो तो आर के 2 चरम संभावित वैल्यूज पर विचार करना चाहिए जब आर इंफिनिटी और जब आर 0 स्लाइड टाइम देखें 1341 तो उदाहरण के लिए स्पष्टीकरण मानने से पहले इस सर्किट को देखें यह है यह एक ऐसा है जो आपके बस एक साधारण बॉक्स द्वारा प्रस्तुत कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट को कॉल करता है ठीक है और यह खुला है तो इसका मतलब है कि आर इंफिनिटी इसका मतलब है कि धारा 0 है तो जब R या R इंफिनिटी i v R तक जाता है यदि R I से जुड़ता है तो 0 होगा तो यह कहा जाता है जब R का अर्थ इंफिनिटी होता है तो यह एक खुला होता है सर्किट सही और जब आर 0 बस इसे इस तरह से कनेक्ट करें बिना कोई अन्य पावरके एलिमेंट्स बस वायर तो लगभग वायर के रेजिस्टेंस पर विचार नहीं कर रहे हैं यह उपेक्षित है तो जब R 0 तो आपके i v R दाएं तो आर 0 का मतलब है कि यह एक शॉर्ट सर्किट है जो एक विशाल प्रवाह होगा और उस मामले में v 0 तो ओपन सर्किट v के लिए है लेकिन आई 0 है है ना जब R इंफिनिटी तक जाता है लेकिन जब यह शॉर्ट सर्किट होता है तो यह मान लेता है कि ये 2 टर्मिनल शॉर्ट हो गए हैं तो आई वहाँ रहूँगा क्योंकि यह एक नज़दीकी रास्ता है आई वहाँ मौजूद होऊंगा लेकिन R 0 लेकिन v एक ही टाइम में v 0 क्योंकि b iR यदि R 0 तो v 0 तो यही कारण है कि v 0 शॉर्ट सर्किट यह एक ओपन सर्किट है स्लाइड टाइम देखें 1507 तो इसका मतलब है जब आई R को R से अनंतता की सीमा तक ले जाता हूँ तो 0 सही होगा तो यह एक ओपन सर्किट है जब i 0 इसी तरह जब b iR जब यह शॉर्ट सर्किट होता है तो सही तो R 0 पर जाता है तो v 0 लेकिन आई शॉर्ट सर्किट के लिए 0 नहीं हूं यह वास्तव में गलती होगी यह बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिक प्रवाह करेगा और यदि शॉर्ट सर्किट होता है तो आपके इलेक्ट्रिक उपकरण या एलिमेंट्स भी क्षतिग्रस्त हो जाएंगे सही तो यह है शॉर्ट सर्किट और एक ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट के लिए यह आपके 2 मामले हैं ओपन सर्किट का मतलब है रेजिस्टेंस इंफिनिटी है शॉर्ट सर्किट का मतलब है रेजिस्टेंस 0 सही है स्लाइड टाइम देखें 1549 अब 3 को प्रत्येक और सब कुछ को प्रतीक के रूप में भी समझना होगा तो एक रोकनेवाला या तो यह एक निश्चित अवरोधक या एक चर प्रकार सही हो सकता है तो वहाँ 3 अलग अलग प्रतीकों को दिखाया गया है यह वास्तव में यह निश्चित प्रकार है यह 2 टर्मिनल हैं तो यह एक निश्चित रेजिस्टेंस है आर सही कहो यह एक निश्चित रेजिस्टेंस है अब इस मामले में यह एक चर रेजिस्टेंस है जब भी इसके माध्यम से एक तीर काटते हैं तो सही तो यह वास्तव में परिवर्तनशील रेजिस्टेंस है तो जब प्रथम वर्ष की प्रयोगशाला करेगा तो एक ही टर्मिनल में निश्चित या परिवर्तनीय रेजिस्टेंस को देखेगा 1 3 बिंदु होगा यदि इसे रेजिस्टेंस के दोनों छोर पर तय किया जाए तो एक रेसिस्टर्स एक निश्चित मान होगा लेकिन एक बिंदु एक बिंदु है निश्चित बिंदु एक और परिवर्तनशील बिंदु है जब पहले वर्ष की प्रयोगशाला तब करेगी जब बाधा प्रकार के रिओस्तात इसे देखेंगे और तीसरा यह एक और वाइपर है यह एक है यह भी चर है लेकिन यह इस पोटेंशियोमीटर का प्रतीक है शायद आपके में भौतिकी प्रयोगशाला में आपके संदर्भ टाइम 1642 ने इसे देखा होगा ठीक है यह एक पोटेंशियोमीटर है स्लाइड टाइम देखें 1648 तो यह तीसरा है पोटेंशियोमीटर या पॉट के लिए छोटा सही का प्रतीक है तो यह एक पोटेंशियोमीटर है और यह एक चर अवरोधक है जब भी तीर का अर्थ होता है यह एक चर को इंगित करता है लेकिन यह एक निश्चित है तो ये प्रतीक हैं तो यहां सब कुछ लिखा गया है स्लाइड टाइम देखें 1711 तो इसे फिर से सही नहीं बता रहा है अब यह यहाँ उल्लेख कर रहा है कि सभी रेसिस्टर्स कि सभी यहाँ है कि सभी रेसिस्टर्स वास्तव में Ω के लॉ का पालन नहीं करते हैं है ना क्योंकि रेसिस्टर्स उस मामले में गैर रेखीय हो सकते हैं यह आपके may के नियम का पालन नहीं करता है तो एक ऐसा अवरोधक है जो हमेशा मानता है कि law का नियम एक लीनियर अवरोधक के रूप में जाना जाता है तो मैंने इन सभी को रेखांकित किया है एक अवरोधक जो law के नियम का पालन करता है एक लीनियर रजिस्टर के रूप में जाना जाता है स्लाइड टाइम देखें 1740 तो एक लीनियर अवरोधक का एक निरंतर रेजिस्टेंस होता है और इसकी करंट वोल्टेज विशेषता लीनियर सही है जैसा कि मूल से गुजरने में दिखाया गया है स्लाइड टाइम देखें 1747 यदि यह देखें कि यह एक लीनियर रजिस्टर विशेषता है जिसका ढलान आर है तो यह मूल के माध्यम से गुजर रहा है क्योंकि यह इस प्रकार है right के नियम सही है क्योंकि यह एक लीनियर विशेषता है लेकिन अगर देखें लेकिन आई यह विशेषता v यह एक सीधी रेखा से नहीं है यह एक वक्र लीनियर की तरह कुछ है सही है तो रेजिस्टेंस वे they के लॉ का पालन नहीं करते हैं गैर रेखीय रोकनेवाला के रूप में जाना जाता है तो एक गैर लीनियर रोकनेवाला का रेजिस्टेंस वास्तव में करंट और विशिष्ट करंट वोल्टेज विशेषता के साथ भिन्न होता है यह विशिष्ट करंट वोल्टेज विशेषता है स्लाइड टाइम देखें 1820 उदाहरण के लिए आपका प्रकाश बल्ब और डायोड गैर लीनियर रेजिस्टेंस वाले उपकरणों के उदाहरण हैं तो मेरा मतलब है कि किसी भी उपकरण का पालन करता है मेरा मतलब है कि यह आपके के नियम का पालन करता है यह एक रोकनेवाला है जो कॉल को एक लीनियर रोकनेवाला है यदि ऐसा नहीं है कि गैर रेखीय रोकनेवाला सरल बात है सही है तो यह एक लीनियर रोकनेवाला की iv विशेषता है पहला गैर लीनियर रोकनेवाला की एक iv विशेषता है है ना स्लाइड टाइम देखें 1850 अब एक सर्किट एनालिसिस में एक सर्किट हमेशा रेजिस्टेंस आर के एक चीज पारस्परिक का रिप्रेजेंट करता है इसका मतलब है प्रवाहकत्त्व के रूप में जाना जाता है रेजिस्टेंस के पारस्परिक प्रवाह को प्रवाहकत्त्व के रूप में परिभाषित किया गया है सही है उदाहरण के लिए यदि G 1 R सही R को ज्ञात है कि b b iR दायां b iR तो 1 R i v तो इसीलिए G i v सही है स्लाइड टाइम देखें 1908 तो प्रवाहकत्त्व जी वास्तव में एक उपाय है कि कैसे एक एलिमेंट्स करंट का संचालन करेगा यह वास्तव में विचार है तो प्रवाहकत्त्व G एक उपाय है कि कैसे एक एलिमेंट्स आपके करंट का संचालन करेगा स्लाइड टाइम देखें 1930 तो चालन की यूनिट mho या सीमेन्स है तो या तो वास्तव में Ω रेसिस्टर्स रेजिस्टेंस की यूनिट है तो यह उस का पारस्परिक कारण है कि इसका अर्थ है एमएचओ या प्रतीक भी सही या सीमेन के ठीक विपरीत है संक्षेप में यह है कि आफेज की आपकी यूनिट है तो 1 सीमेंस 1 एमएचओ 1 एम्पीयर प्रति वोल्ट ये एक चालकता है जो एम्पीयर बनाम वोल्ट है तो एम्पीयर प्रति वोल्ट तो 1 सीमेंस 1 एमएचओ 1 एम्पीयर प्रति वोल्ट यह शुरुआत मैंने इस चीज को बहुत ही शुरुआती शुरुआत से शुरू किया है जैसे कि कुछ भी उम्मीद से नहीं छोड़ा जाएगा है ना स्लाइड टाइम देखें 2023 तो इस प्रकार प्रवाहकत्त्व इलेक्ट्रिक प्रवाह के संचालन के लिए एक एलिमेंट्स की क्षमता है तो यह है कि यही कारण है कि मैंने यहाँ रेखांकित किया है प्रवाहकत्त्व एक एलिमेंट्स की क्षमता है जिसे आप इलेक्ट्रिक प्रवाह का संचालन करने के लिए कहते हैं अब इक्वेशन 7 इक्वेशन 27 से सही अगर ये इक्वेशन i Gv इस इक्वेशन से है ना तो इस इक्वेशन से वास्तव में आई चालकता वोल्टेज जीवी अब एक रोकनेवाला द्वारा विच्छेदित p पता vi के रूप में व्यक्त किया जा सकता है ठीक है आई कलम से नहीं लिख रहा हूँ यहाँ यह एक समझ में आता है p vi और v iR तो यहां मैंने v i लगाया कि eans यह R है ठीक v2 R क्योंकि I v R यह एक है अगर आई लिखता हूं तो बस पकड़ो o यह एक्टुएल आर है तो आई भी लिख सकता हूं i v R इसका मतलब है v2 R2 2 R कि यह एक v2 R सही तो आई आपका क्या कॉल v2 i2 R v2 R तो मुझे इस एक को साफ करने दें ठीक है स्लाइड टाइम देखें 2140 तो यह है कि इसका मतलब है पी इसका मतलब है R हमेशा धनात्मक होता है और यह v2 है तो अवरोधक के पार नुकसान हमेशा पॉजिटिव होता है जो इसे अब्सोर्बेद करता है है ना बहुत ही साधारण सी बात है लेकिन इसे समझने की कोशिश करनी होगी सही तो p vi एक रोकनेवाला एक पैसिव एलिमेंट्स है जिसे उसने अब्सोर्बेद कर लिया है और R हमेशा किसी भी सर्किट के लिए पॉजिटिव है R पॉजिटिव है और यह v2 है जो भी हो सकता है v या 2 का मतलब हमेशा पॉजिटिव होता है तो पी वी 2 आर अलवा एस यह पॉजिटिव है जहां आर हमेशा पॉजिटिव है इसका मतलब है यह अब्सोर्बेद है इसी तरह केवल अन्य भी p vi लिख सकते हैं अब यह v है लेकिन चालकता के संदर्भ में i G है वी यह v2 G है है ना या कर सकते हैं एक ई अगर यह है जी क्योंकि v आपका जो आपके i Gv को सही कहता है i Gv तो v बराबर i Gv है तो v i by G अगर यहाँ विकल्प v your i by G है तो आई इसे केवल एक लाइन के लिए बनाता हूँ तो अगर यह v आपकी आह है तो आपकी कॉल सिर्फ 1 मिनट है क्षमा करें यह i आपका G आपका v है तो v your i by G G यह i2 G2 2 G है जो कि आपके द्वारा G o है यह वही है जो आपका सही o है तो यहाँ भी यह v2 i2 है यहाँ मेरा मतलब है कि G को पॉजिटिव लिया गया है यह रेजिस्टेंस का पारस्परिक है तो चालन हमेशा धनात्मक होता है यह v2 2 या i2 2 है जो कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव मूल्य हो सकता है vi कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या यह पी हमेशा पॉजिटिव है है ना इसका मतलब है यह है कि इसका मतलब है यह दर्शाता है कि आपका जो एक अवरोधक में फैल गया है जिसे आप इसे कहते हैं वह वास्तव में अब्सोर्बेद सही है रोकनेवाला ऐसा देखा गया है रोकनेवाला या तो करंट या वोल्टेज का एक गैर लीनियर फंक्शन है यह एक परवलयिक प्रकार p i2 R v2 R या p v2 G या i2 G है यह एक परवलयिक प्रकार का फंक्शन है सही स्लाइड टाइम देखें 2410 तो यह ग्राफ या तो इस पक्ष आई या v होगा यह है कि आई सिर्फ सही खींचा है एक परवलयिक फंक्शन है स्लाइड टाइम देखें 2420 तो चूंकि रेजिस्टेंस R और चालकता G बस वही हैं जो आई बताऊंगा कि यह पॉजिटिव है सही मात्रा एक रोकनेवाला में छितराया हुआ हमेशा पॉजिटिव होता है मैंने कहा कि एक रोकनेवाला हमेशा आपके द्वारा अब्सोर्बेद सर्किट से अब्सोर्बेद होता है यह इस विचार की पुष्टि करता है कि एक अवरोधक पैसिव एलिमेंट्स है और यह एनर्जी पैदा करने में असमर्थ है यह बहुत ही अनुकरणीय है जब इस वीडियो को सुनेंगे तो बस यह देखेंगे कि क्या क्या चर्चा कर रहे हैं ठीक है अब आपके Ω के नियम तक और यह बात अब हमें एक छोटे से उदाहरण पर आती है है ना एक इलेक्ट्रिक हीटर 4 एम्पीयर और 240 वोल्ट पर खींचता है स्लाइड टाइम देखें 2502 तो पता करें कि यह रेजिस्टेंस है तो R v iR को जानें तो आर वी द्वारा आई वी 240 और आई 4 तो 60 रेजिस्टेंस स्लाइड टाइम देखें 2511 आकृति 26 में प्रत्येक सर्किट में एक और छोटा उदाहरण सही तो यह 3 सर्किट हैं वहां v या i का मान ज्ञात नहीं है री को v के मानों को ज्ञात करना है और प्रत्येक अवरोधक में i b था तो पता लगाना है कि v या i v या i सही है जो भी ज्ञात है अज्ञात है अज्ञात मात्रा का पता लगाना है अब इस सर्किट को देखें एक मौजूदा सोर्स एक एम्पीयर है है ना और यह आपका यही है यह करंट पॉजिटिव टर्मिनल में प्रवेश कर रहा है तो v iR तो आई एक एम्पीयर और आर 8 R है तो यह v 8 वोल्ट होगा और यह आपका प्रवाह प्रवाह है धनात्मक टर्मिनल सही जो उच्च क्षमता से लोर क्षमता तक बह रहा है तो यह पॉजिटिव होगा तो v iR तो यह एक 8 है तो v 1 8 8 वोल्ट अब दूसरा मामला यह है कि मुझे आशा है कि आई इसे कलम से चिह्नित नहीं कर रहा हूं मुझे लगता है कि यह सरल विचार है तो यह समझ में आता है है ना यह एक एम्पीयर का मतलब है कि यह धारा इस एक एम्पियर को इस सर्किट से प्रवाहित कर रही है मेरा मतलब है बस मुझे इसे इन 1 1 एम्पीयर के लिए एक चीज बनाने देना है तो धारा इस तरह प्रवाहित हो रही है जैसे यह धारा प्रवाहित हो रही है यह एक एम्पीयर प्रवाह इस तरह प्रवाहित हो रही है यह वास्तव में इसे i दिखा रहा है तो यह i एक एम्पियर यह वही है जो यहाँ दिखाया गया है है ना तो मुझे इसे साफ करने दें इसी तरह बस पकड़ें इसी तरह यह एमएचओ है यह वास्तव में यह मान है जी दिया जाता है यह 01 एमएचओ जी है चालन दिया जाता है ठीक है स्लाइड टाइम देखें 2700 तो यह वास्तव में जी 01 एमएच प्रवाहकत्त्व सर्किट का दिया गया है ठीक है तो तो इस मामले में एक वोल्टेज आपके 100 100 वोल्ट को दिया जाता है जो कि 100 वोल्ट है तो यह पता लगाना है कि करंट क्या है तो बस मुझे मुझे इस एक को साफ करने दें है ना तो इस मामले में सिर्फ आह पर पकड़ है इस मामले में आपका i वास्तव में इस विचार को जानता है i Gv right i G v स्लाइड टाइम देखें 2734 तो यह G है 01 और यह 100 है i 10 एम्पीयर दाएं तो यह i Gv है अब एक और बात यह है कि वास्तव में आपकी कॉल क्या है यह 50 वोल्ट है और यह 25 25 अवरोधक है लेकिन यह देखें कि यह करंट वास्तव में बहने का मतलब है कि करंट में प्रवेश टर्मिनल बाद में केवीएल इक्वेशन में आने पर यह चीजें आसान हो जाएंगी लेकिन शुरुआत से लिखें करंट में प्रवेश कर रहा है इसका मतलब है करंट आपकी उच्च क्षमता से बह रहा है स्लाइड टाइम देखें 2817 तो इस मामले में अगर यह इस पर आता है इसका मतलब है आपके वोल्टेज की दिशा बढ़ती है तो 25 रोकनेवाला और रेजिस्टेंस की दिशा में वोल्टेज का बढ़ना तो i 50 बाई 25 2 एम्पीयर राइट तो क्योंकि यह वोल्टेज वृद्धि में आपके कॉल की दिशा में है तो इसीलिए नेगेटिव साइन आया है तो इसीलिए यह आपका i 50 बाई 25 है 2 आपका एम्पीयर राइट तो यह वास्तव में वोल्टेज सोर्स है सही यह एक वोल्टेज सोर्स है तो यह आपके वोल्टेज से आपके वोल्टेज के बढ़ने की दिशा में उच्चतर कॉल से है क्योंकि यह मुठभेड़ करेगा पहले केवीएल चीज है जिस टाइम चीजें आसान होंगी तो यह आपका क्या कॉल है 2 एम्पीयर अब अब अंतिम b भाग आपका भाग b है यह बात यहाँ प्रत्येक रोकने वाले में फैल गई है देखा है कि करंट एक एम्पीयर है और यह आपका क्या है जिसे आर 8 कहा जाता है स्लाइड टाइम देखें 2923 तो पहले मामले में आर द्वारा v2 है कि रोकनेवाला 8 Ω द्वारा अब्सोर्बेद होता है तो ब्रैकेट आई यह 8 a लिख रहा हूं जिसका अर्थ है कि आर द्वारा 8 v रेसिस्टर v2 में अब्सोर्बेद किया गया है 8 R से विभाजित किया गया है 8 divided तो यह सा ई बात आर तो आई 1 1 2 आर 8 वास्तव में यह 8 वाट है यह भी ६४ बाय 8 att वाट आई २ भी १२ आर 8 है तो यह 64 वाट है तो समझ में आता है इसी तरह वह दूसरा सर्किट जो कि G है आपका 01 that है यह G वास्तव में खेदजनक 01 mho है और वोल्टेज 100 वोल्ट है तो इस मामले में देख सकते हैं कि मूल रूप से यह एक रेसिस्टर्स कहना है तो यह आपका है जो जी द्वारा एक सॉर्ड एड ओ होगा आई 10 एम्पीयर हूं तो जी द्वारा 10 2 01 है तो यह एक ही बात v2 G v 100 वोल्ट है और G 100 2 G है 01 अंततः यह 1000 वाट सही हो जाएगा इसी तरह आपका 25 is यानी यह सर्किट यह सर्किट 25 25 रेसिस्टर है ना जो भी करंट हो सकता है वह मायने नहीं रखता सही है तो यह v2 है R 50 2 द्वारा 25 और भी R i 2 2 25 तो आखिरकार 100 जो मैंने बताया कि जो कुछ भी करंट की दिशा या वोल्टेज की पोलेरिटी हो सकती है कि आपके द्वारा रोकनेवाला द्वारा अब्सोर्बेद रोकनेवाला अब्सोर्बेद यह साइन हमेशा पॉजिटिव होगा है ना स्लाइड टाइम देखें 3116 तो इस तरह से यह सभी मामले यह देख सकते हैं कि यह 8 वाट हजार वाट या 100 वाट है सभी मामलों को रोकनेवाला वास्तव में अब्सोर्बेद करता है ठीक यही है यह एक और छोटी सी बात है जो फिगर 27 करंट की तुलना में सरल सर्किट को दर्शाता है जो कि चालन जी है तो यह 30 वोल्ट सोर्स है और यहां एक अवरोधक है और यह 5 and रेजिस्टेंस है और इसके माध्यम से बहने वाला करंट आई है ठीक है तो इस मामले में वोल्टेज इस मामले में यहाँ कोई अन्य एलिमेंट्स नहीं है सही कोई अन्य एलिमेंट्स नहीं है तो यह 30 वोल्ट है इसका मतलब है कि केवल आपकी समझ के लिए यह वोल्टेज 30 वोल्ट है तो यह है इसका मतलब यह है तो यह वोल्टेज जो भी है इसका मतलब यह भी है यह 30 वोल्ट का मतलब है कि आपके वोल्टेज को उसी वोल्टेज पर प्रभावित किया जाएगा इसका मतलब है मेरा v आपका 30 वोल्ट होगा ठीक है वही वोल्टेज तो यह समझ में आता है कि यह बहुत सरल बात है है तो यहां कोई अन्य एलिमेंट्स नहीं है तो और तो जो भी वोल्टेज यहाँ है वही वोल्टेज यहाँ है क्योंकि कोई अन्य एलिमेंट्स नहीं है तो बाद में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है इसे देखेंगे तो v 30 वोल्ट होगा तो मुझे यह एक साफ है है ना तो फिर तब क्या होगा स्लाइड टाइम देखें 3233 तो करंट i v R 30 बाय 5 6 एम्पियर होगा स्लाइड टाइम देखें 3239 तो चालन G 1 R है तो 1 से 5 तो 02 mho क्योंकि पारस्परिक के बारे में तो v i 30 6 तो 180 वाट यह गणना कर सकता है या p R जो कि 62 2 है अर्थात आई 6 एम्पीयर है इस 6 एम्पीयर 62 2 5 की गणना की है तो 180 वाट या पी आपका वी 2 जी वह आपका 30 वी 30 वोल्ट है तो 30 2 02 जो 180 वाट का है जिस तरह से कोई आपकी गणना कर सकता है लेकिन एक अवरोधक है तो यह अब्सोर्बेद हो जाएगा तो इन सभी मामलों पर साइन पॉजिटिव है Glossary English Word Word Meaning Electrical इलेक्ट्रिकल विद्युतीय Engineering इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी Theorem थ्योरम प्रमेय residential रेजिडेंशियल आवासीय absorbed अब्सोर्बेद को अवशोषित analysis एनालिसिस विश्लेषण model मॉडल नमूना connection कनेक्शन संबंध expression एक्सप्रेशन अभिव्यंजना elements एलिमेंट्स तत्वों passive पैसिव निष्क्रिय operational ऑपरेशनल कार्य संबंधी dependent डिपेंडेंट आश्रित parameter पैरामीटर प्राचल amplifier एम्पलीफायर विस्तारक